हमारे पहले सत्रों में हम सीवीपी और विशेष रूप से इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के मामले देखे हैं जिसमें बिक्री मिश्रण उत्पाद की योजना शामिल हैं हमने एक महत्वपूर्ण कारक के मामले में निर्णय लेने के बारे में अपने अंतिम सत्र में भी चर्चा की है अब हम एक और मामला करते हैं जहां लाभ नियोजन शामिल है विभिन्न निर्णय परिदृश्य और आप उन निर्णय परिदृश्यों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे कृपया आपके पास जो पत्रक है उसमें से समस्या को मेरे साथ पढ़ें और मेरे साथ इसे हल करने का प्रयास करें हमें शुरू करने दें वर्ष के लिए प्रणव केमिकल्स का बजटीय डेटा निम्नानुसार है प्रत्यक्ष सामग्री 30 प्रत्यक्ष मजदूरी 24 और उत्पादन ओवरहेड चर 18 ये सभी 3 प्रति इकाई के आधार पर है और कुल में निश्चित उत्पादन ओवरहेड 3000000 निर्धारित है व्यवस्थापक लागत फिर से 1800000 बिक्री और वितरण 1800000 तय की गई है बिक्री मूल्य 152 प्रति इकाई है अब कंपनी 25 प्रतिशत की सुरक्षा के मार्जिन पर काम करती है इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रस्तावों को आगे रखा गया है इसलिए अक्सर कंपनी के विभिन्न लोग विभिन्न स्तरों के प्रबंधक सुझावों के साथ सामने आते हैं और स्वाभाविक रूप से प्रबंधन लाभप्रदता में सुधार करना चाहते हैं इसलिए निर्णय लेने के लिए प्रत्येक निर्णय परिदृश्यों के लिए पीवी अनुपात बीईपी इत्यादि की गणना करना महत्वपूर्ण हो जाता है तो आइए देखें कि विभिन्न प्रस्ताव क्या हैं सबसे पहले बिक्री की मात्रा 10 प्रतिशत से बढ़ जाती है और 200000 का विज्ञापन व्यय हो जाएगा फिर निश्चित उत्पादन और बिक्री और वितरण ओवरहेड भी क्रमशः 200000 और 95000 तक बढ़ जाएंगे 25 00000 के कुल लाभ को प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए याद रखें कि प्रत्येक प्रस्ताव अलग है दूसरा प्रस्ताव यह है कि बिक्री मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी की जाए जिससे मात्रा 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी निश्चित उत्पादन ओवरहेड्स भी 300000 तक बढ़ जाएंगे निश्चित बिक्री और वितरण ओवरहेड्स 200000 तक बढ़ जाएंगे 300000 के विज्ञापन व्यय की आवश्यकता होगी और इसका लाभ पर प्रभाव का पता लगाएं तीसरा विज्ञापन पर 200000 खर्च करके बिक्री मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि करें निश्चित उत्पादन ओवरहेड्स 200000 तक बढ़ जाएंगे निश्चित बिक्री और वितरण में 100000 की वृद्धि होगी बजट से 10 प्रतिशत अधिक लाभ अर्जित करने के लिए इकाइयों में आवश्यक बिक्री की मात्रा में वृद्धि का पता लगाएं और एक और चौथा प्रस्ताव भी है आइए हम अभी पहले 3 प्रस्ताव लें इसलिए आपके पास पहले से ही एक बजट डेटा है पहले हमें इसे एक उचित प्रारूप में रखने दीजिए और बजट के अनुसार लाभप्रदता की गणना करें और फिर पर्याप्त संख्या में कॉलम बनाएं सबसे पहले मौजूदा बजट के साथ शुरू करेंगे और फिर हम प्रस्ताव 1 2 3 इत्यादि के लिए जाएंगे इसलिए मैं एक्सेल शीट को आप की नोटबुक में ले जाऊंगा कृपया बजट को उचित प्रारूप में बनाएं मुझे उम्मीद है कि आप उचित प्रारूप जानते हैं अब हम बिक्री के साथ शुरू करते हैं फिर योगदान जानने के लिए परिवर्तनीय लागत को घटाते हैं और फिर लाभ की गणना करते हैं तो कृपया इसे उस प्रारूप में बनाएं मुझे आशा है कि आपको मेरे समाधान की आवश्यकता नहीं है आप इसे अपने दम पर कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले बजट के साथ शुरुआत करते हुए हमने कुल डीएम को लिया है फिर डीएल जो प्रत्यक्ष श्रम है और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत 72 है बिक्री मूल्य ले योगदान की गणना करें बिक्री मूल्य 152 है इसलिए योगदान 80 है एसपी माइनस वीसी इकाइयों की संख्या कितनी है क्या यह दी गई है यह नहीं दी गई है हालांकि उन्होंने कुछ निश्चित लागत दी है इसलिए हम निश्चित लागत लिख सकते हैं हम कुल निश्चित लागत भी लिख सकते हैं क्योंकि हम 3 निश्चित लागते जानते हैं तो लागत संरचना उपलब्ध है आपको विक्रय मूल्य पता है आप योगदान जानते हैं आप निश्चित लागत जानते हैं आप गतिविधि के स्तर को कैसे जानते हैं आप इकाइयों की संख्या कैसे जानते हैं किसी के पास कोई सुझाव है कृपया समस्या को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें वर्तमान बजट के लिए आपको और क्या दिया गया है उन्होंने आपको एक संकेत दिया है कि कंपनी 25 प्रतिशत की सुरक्षा के साथ काम करती है अब एम ओ एस का सूत्र क्या है यह बिक्री माइनस बीईपी बिक्री भागे वास्तविक बिक्री है आपको वास्तविक बिक्री नहीं पता है आपको बीईपी भी नहीं पता है क्या आप बीईपी की गणना कर सकते हैं मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं अगर आपको सूत्र याद हो तो यह निर्धारित लागत भागे प्रति इकाई योगदान है तो आप निश्चित लागत जानते हैं आप योगदान जानते हैं तो आप बीईपी की गणना कर सकते हैं और आप जानते हैं कि कंपनी 25 प्रतिशत के एम ओ एस पर काम कर रही है तो बीईपी आपको ज्ञात है यदि मौजूदा बिक्री 100 है तो बीईपी 75 है तो आप वर्तमान बिक्री की गणना भी कर सकते हैं तो बीईपी एफसी माइनस पीवीआर है इकाइयों की संख्या आपको पता नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि आप पीवी अनुपात की गणना कर सकते हैं क्योंकि योगदान बिक्री भागे पीवीआर है कितना पीवीआर है 05263 है एफसी भागे पीवीआर आपको बीईपी का इतना हिस्सा देता है जो 1 25 40000 है और हम जानते हैं कि बिक्री बीईपी भागे 075 के बराबर है क्योंकि सुरक्षा का मार्जिन 25 प्रतिशत है यह एमओएस भागे बिक्री के बराबर है और एमओएस बिक्री माइनस बीईपी है दूसरे शब्दों में बिक्री बीईपी भागे 075 के बराबर है तो आप बिक्री की गणना कर सकते हैं जो 16720000 है क्या आप इसे समझ रहे हैं अब इसके आधार पर आप वापस काम कर सकते हैं और इकाइयों की संख्या की गणना कर सकते हैं और अन्य चीजों की गणना भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप इकाइयों की संख्या की गणना करते हैं तो आपको 110000 मिलेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य आपको ज्ञात है कुल बिक्री आपको ज्ञात है तो कुल बिक्री भागे विक्रय मूल्य आपको 110000 इकाइयों की संख्या प्रदान करती है कुल योगदान 880000 है क्योंकि 80 गुना 110 है और 8 क्षमा करें 8800000 और 8800000 माइनस 6600000 मुझे 2200000 का लाभ देता है मुझे आशा है कि आप सभी इसे समझ रहे हैं ठीक हैं अब यह शुरुआती बिंदु है सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है वह एक चालू बजट है जिसे हमने उचित प्रारूप में रखा है अब हम एक एक करके सब प्रस्तावों पर चलते हैं प्रस्ताव 1 प्रस्ताव 1 एक प्रस्ताव है जिसमें बिक्री की मात्रा में वृद्धि शामिल है और वे विज्ञापन पर अधिक खर्च कर रहे हैं और बिक्री की मात्रा में वृद्धि के कारण अन्य ओवरहेड्स भी बढ़ रहे हैं और उसके आधार पर हमें विक्रय मूल्य की गणना करनी होगी जिसे 2500000 का लक्ष्य लाभ प्राप्त करने के लिए तय किया जाना चाहिए इसलिए प्रबंधन 2200000 की बिक्री से माफ कीजिएगा लाभ से खुश नहीं है वे अधिक लाभ चाहते हैं इसलिए आप अन्य सभी आंकड़े बदल दें जैसे कि वे दिए गए हैं विक्रय मूल्य हमें ज्ञात नहीं है इसलिए हम योगदान की गणना नहीं कर सकते हैं हम बस यह जानते हैं कि संशोधित लाभ 2500000 होगा हम निश्चित ओवरहेड्स के नए स्तर की गणना भी कर सकते हैं तो कृपया गणना करें उत्पादन ओवरहेड्स 200000 से बढ़ेगा व्यवस्थापक ओवरहेड अपरिवर्तित हैं बिक्री ओवरहेड बढ़ेगा हमने विज्ञापन और अन्य बढ़ोत्तरी को शामिल किया है इसलिए बिक्री ओवरहेड्स में 295000 की वृद्धि हुई है जिससे यह 2095000 हो गई है कुल निश्चित लागत 7095 है इसलिए 2500000 लाभ और 7095000 निश्चित लागत है हम विक्रय मूल्य नहीं जानते हैं वास्तव में विक्रय मूल्य की गणना करना आवश्यक है इसलिए हम क्या करेंगे हम वापस काम करेंगे क्योंकि हम लाभ जानते हैं और हम एफसी जानते हैं हम वापस काम करके पहले कुल योगदान की गणना कर सकते हैं जो 25 प्लस 7095 पर आता है और आपको 9595 देता है क्या आप जानते हैं कि इकाइयों की संख्या कितनी है हां क्योंकि यह दिया हुआ है कि कि बिक्री की मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसलिए यदि आप 10 प्रतिशत जोड़ते हैं तो आपको 121000 इकाइयाँ मिलती हैं अब आप वापस काम कर सकते हैं और योगदान की गणना कर सकते हैं इसका मतलब है कि आपको इस लाभ को प्राप्त करने और इस लागत का ध्यान रखने के लिए 7930 का योगदान अर्जित करना होगा अब आप विक्रय मूल्य वापस कर सकते हैं इसलिए विक्रय मूल्य 15130 पर आता है जो आप प्राप्त कर रहे हैं शायद प्रबंधन के परीक्षण का समय क्या है इस प्रस्ताव में इसे विक्रय मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता है लेकिन आप देख सकते हैं कि बिक्री मूल्य बजट में लगभग समान है इसलिए अब प्रबंधन खुश होगा क्योंकि उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल रहा है अतिरिक्त निश्चित लागत का ध्यान रखा जा रहा है और बिक्री मूल्य को बढ़ाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिक्री इकाइयों में वृद्धि हुई है हमारा योगदान अधिक है और यह अतिरिक्त निश्चित लागत का ख्याल रख रहा है हम पीवी अनुपात की भी गणना करेंगे तो आपको एक पीवी अनुपात 05241 मिलेगा जो लगभग समान है इसलिए प्रबंधन प्रस्ताव 1 के साथ बहुत परेशान नहीं होगा यह पूछा नहीं गया है बल्कि यह एक चर्चा का विषय है प्रस्ताव 1 का समाधान 15130 है यही कारण है कि मैंने इसे बोल्ड में बनाया हैं क्या आप इसे समझ रहे हैं अब हम दूसरे प्रस्ताव पर जाते हैं एक बार फिर इसे ध्यान से पढ़ें अब यह एक प्रस्ताव है जिसमें बिक्री मूल्य में कमी शामिल है क्योंकि कंपनी बिक्री को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है उन्होंने बिक्री मूल्य को कम करने का प्रस्ताव दिया है विज्ञापन की कुछ अतिरिक्त लागत होगी इत्यादि और अब प्रबंधन लाभ पर प्रभाव जानना चाहता है इसलिए एक और कॉलम पर जाएं परिवर्तनीय लागत में बदलाव नहीं हुआ है इसलिए मैंने उन्हें स्थिर रखा है कंपनी ने बिक्री मूल्य में कमी करने का फैसला किया है इसलिए उन्हें बिक्री मूल्य पता है याद रखिए कि यह बजट को घटाता है ना कि आखिरी कॉलम को तो बजट में से अर्थात 152 से आप बिक्री मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी करते हैं इसलिए यह 1444 हो जाएगा इकाइयों की नई संख्या क्या होगी वैसे सबसे पहले आप नए योगदान की गणना कर सकते हैं जो कि एसपी माइनस वीसी है इसलिए यह 724 हैं इकाइयों की संशोधित संख्या क्या होगी इसमें वर्तमान इकाइयों से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 132000 नई इकाइयाँ हैं आप कुल नए योगदान की गणना भी कर सकते हैं जो 9556 है अब प्रत्येक ओवरहेड को लें और दी गई जानकारी के अनुसार निश्चित ओवरहेड्स को बढ़ाते चले जाएं इसलिए इस पर उत्पादन ३००००० से अधिक हो जाता है यह ३३००००० हो जाता है व्यवस्थापक समान है बिक्री ओवरहेड २००००० से बढ़ता है प्लस विज्ञापन ओवरहेड ३००००० से इसलिए २३00000 है इसलिए कुल ओवरहेड क्या है 7400000 नया कुल निश्चित ओवरहेड है और मुनाफा 2156000 है और संशोधित पीवीआर क्या है यह 05014 है तो प्रस्ताव 2 कैसा है अब ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन बहुत खुश नहीं हो सकता है क्योंकि बिक्री मूल्य में कमी का मतलब है कि आपका पीवी अनुपात थोड़ा नीचे चला गया है निश्चित ओवरहेड्स बढ़ गए हैं इसलिए कंपनी के मुनाफे में 25 के लक्ष्य तक बढ़ने की बजाय थोड़ा गिरावट आई है वास्तव में लाभ में गिरावट आई है लेकिन क्या इस प्रस्ताव 2 का कोई फायदा है हाँ है क्योंकि कंपनी काफी संख्या में इकाइयों की संख्या बढ़ाने में सक्षम है अब यह प्रबंधन की प्राथमिकता पर निर्भर करता है यदि प्रबंधन बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है तो शायद वे प्रस्ताव 2 के बारे में भी सोच सकते हैं अब हमारा मुख्य उद्देश्य विभिन्न गणनाओं को आसान बनाना है ताकि प्रबंधन उचित निर्णय ले सके अब आइए हम प्रस्ताव को थोड़ा बदलते हैं यही कारण है कि कॉलम 2 ए बनाया गया है अब क्या होने की संभावना है कंपनी कम से कम मौजूदा लाभ को बनाए रखना चाहती है क्योंकि यह सबसे अधिक असंभावित है कि कोई भी कंपनी कम लाभ के साथ प्रस्ताव स्वीकार करेगी इसलिए मैंने अब उसी लाभ 2200000 को रखा है और फिर हम अन्य गणना कर सकते हैं तो अन्य गणना कैसे करें यदि आप 2200000 का लाभ रखना चाहते हैं तो बेचने वाली इकाइयों की संख्या कितनी होगी इसलिए कृपया कॉलम २ ए बनाएं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पहले की परिवर्तनीय लागत और इस परिवर्तनीय लागत में कोई अंतर नहीं है यहाँ तक कि योगदान भी अपरिवर्तित रहेगा इकाइयों की संख्या हालाँकि 132596 तक हो जाएगी आपको यह कैसे मिला क्योंकि यह हिस्सा भी अपरिवर्तित हैठीक है यहां तक कि इसे फिर से लिखने की आवश्यकता भी नहीं है फिर से कुल एफसी भी वही है मुझे लगता है कि प्रति इकाई योगदान मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन यह हाँ है यहाँ लिखा है यह 724 हो जाएगा यदि आप 2200000 के लक्ष्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो पता कीजिए आपको क्या योगदान मिलना चाहिए 22 प्लस 74 इसलिए आपको 9600000 का योगदान 724 से विभाजित करके प्राप्त करना होगा आपको 132596 मिलेगा हालांकि यह नहीं पूछा गया है हमने सिर्फ एक और गणना की है यदि प्रस्ताव 2 को थोड़ा बदल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उसी लाभ को बनाए रखने के लिए कितनी इकाइयों को बेचा जाना चाहिए तो उत्तर 132596 हो जाएगा आइए अब हम प्रस्ताव 3 पर जाएं अब प्रस्ताव 3 में बिक्री मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अब यह एक अधिक आक्रामक रणनीति है कंपनी अपना विक्रय मूल्य बढ़ाने की इच्छुक है विज्ञापन और अन्य व्यय में कुछ वृद्धि होगी और हम बजट की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक मुनाफा कमाने के लिए आवश्यक बिक्री की मात्रा में वृद्धि जानना चाहते हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप गणना कर सकते हैं अब मैं इन कॉलम को थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसलिए प्रस्ताव 3 में फिर से परिवर्तनीय लागत अनिवार्य रूप से समान है निश्चित लागत की आप पुनर्गणना कर सकते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होगी व्यवस्थापन में कोई बदलाव नहीं होगा बिक्री में वृद्धि आपको 71१००००० की नई निश्चित लागत देती है क्या उन्होंने नए विक्रय मूल्य दिए हैं हाँ उन्होंने यह दिया है कि कंपनी अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करेगी कितनी वृद्धि 10 की वृद्धि इसका मतलब है कि नई बिक्री मूल्य 1672 हैनए योगदान की गणना करें जो कि 952 है कंपनी बजट से 10 प्रतिशत अधिक लाभ अर्जित करना चाहती है इसका मतलब है कि 2200000 से लाभ 2420000 तक जाएगा प्लस 71 की निश्चित लागत इसलिए अर्जित किया जाने वाला कुल योगदान 9520000 हो जाता है यह सवाल इकाइयों की संख्या के बारे में था इसलिए यदि आप कुल योगदान भागे प्रति इकाई योगदान द्वारा इकाइयों की संख्या की जांच करते हैं तो 100000 के रूप में जवाब मिलेगा इसलिए सवाल 10 प्रतिशत अधिक लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक बिक्री की मात्रा में वृद्धि पता करने का था आप पाते हैं कि वास्तव में किसी भी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है भले ही मात्रा 10000 से गिर जाती है तो भी कंपनी अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम है क्या योगदान होगा पीवीआर क्या होगा अब पीवीआर में भी काफी सुधार हुआ है यह 056 हो गया है क्योंकि जब से कीमत बढ़ी है प्रति इकाई योगदान भी बढ़ा है तो लाभ मात्रा का अनुपात भी बेहतर होगा इसलिए आप एक प्रस्ताव 3 की तुलना कैसे करते हैं ऊपरी तौर पर देखने पर क्या यह एक अच्छा प्रस्ताव है क्योंकि कंपनी को अधिक लाभ मिल रहा है यह पीवीआर में सुधार करने में भी सक्षम है प्रस्ताव 3 के साथ समस्या केवल यह है कि इकाइयों की संख्या कम हो जाएगी इसका मतलब है कि बाजार का आकार क्या कंपनी का बाजार हिस्सा थोड़ा सिकुड़ जाएगा इसलिए एक प्रबंधन लेखाकार के रूप में हम विभिन्न प्रकार के प्रबंधन को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे और फिर प्रबंधन को निर्णय करना होगा अब हम प्रस्ताव 4 पर जाते हैं अब कंपनी 20000 इकाइयों के सरकारी आदेश के लिए अदालत में जाने की इच्छा रखती है मौजूदा बिक्री प्रभावित नहीं होगी और स्थिर उत्पादन ओवरहेड 300000 से बढ़ जाएंगे और इस आदेश पर 100000 का लाभ संभावित है सबसे कम कीमत जिसे उद्धृत किया जा सकता हैका पता लगाएं इसलिए गणना करें अब हम प्रस्ताव 4 पर जाते हैं मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं गणना कर सकते हैं परिवर्तनीय लागत फिर से वही हैं सवाल यह है कि कितनी कीमत उद्धृत की जा सकती है निर्धारित लागत कितनी होगी उन्होंने कहा है कि कंपनी १००००० का लाभ कमाना चाहती है और उत्पादन ओवरहेड में ३०००० की वृद्धि होगी तो कुल निश्चित अतिरिक्त निश्चित लागत केवल 300000 होगी अपेक्षित लाभ 100000 है इसका मतलब है लक्षित योगदान 400000 है इकाइयों की संख्या क्या है यह 20000 है इसलिए वह योगदान जो आपको अर्जित करना है वह 20 रुपये है और वह मूल्य जिसे आप उद्धृत कर सकते हैं वह केवल 92 है सवाल यह था कि सबसे कम कीमत क्या है जिसकी पेशकश की जा सकती है आपको आश्चर्य होगा कि हालांकि हमारे सामान्य मूल्य लगभग 150 हैं हम उसे 92 जैसे निचले स्तर पर भी उद्धृत कर सकने में सक्षम हैं यह संभव है क्योंकि यह दिया गया है कि मौजूदा बिक्री प्रभावित नहीं होती है इसलिए आप इसे बहुत कम कीमत पर बेच सकते हैं इसे पेनिट्रेशन मूल्य निर्धारण कहा जाता है चूँकि आप लक्षित करना चाहते हैं और नए बाज़ार में प्रवेश करना चाहते हैं आप बहुत कम कीमत पर पेशकश करने को तैयार हैं याद रखें कि आप किसी निश्चित लागत को कवर नहीं कर रहे हैं बहुत कम कीमत की पेशकश सिर्फ परिवर्तनीय लागत प्लस वृद्धिशील निश्चित लागत के लिए आपको पर्याप्त धन मिलेगा यह एक परिवर्तनीय लागत या सीमांत लागत आधारित मूल्य निर्धारण है ठीक है तो कुल मिलाकर अगर आप समस्या को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह दो तीन चीजों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है सबसे पहले हमने अलग अलग निर्णय परिदृश्यों पर ध्यान दिया है बिक्री को थोड़ा बदलकर इकाइयों की संख्या को थोड़ा बदलकर बिक्री मूल्य को थोड़ा बदलकर निश्चित लागतों को थोड़ा बदलकर कौन कौन सी अलग अलग कीमतें पेश की जा सकती है या एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है इस प्रकार के अल्पकालिक निर्णयो को प्रबंधन द्वारा लिए जाने की आवश्यकता होती है कई बार इसे लाभ नियोजन के रूप में जाना जाता है एक और बात जो आपने देखी होगी जब हम CVP विश्लेषण का अध्ययन करते हैं तो पहले हमने कई तरह की धारणाएं बनाई थीं जैसे निश्चित लागत हमेशा स्थिर होती है प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत स्थिर होती है बिक्री मूल्य स्थिर होता है यदि आप उस समय को याद करते हैं तो मैंने बताया था कि कुछ मान्यताओं को बदला जा सकता है आप इसे थोड़ा लंबा खींच सकते हैं आप मान्यताओं को थोड़ा मोड़ सकते हैं अब आप यहां देखेंगे कि हमने कई धारणाएं बदल दी है और अभी भी सीवीपी विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो निर्णय लेने के लिए बहुत उपयोगी है इसलिए मुझे आशा है कि आपको पूरा मामला समझ आ गया है नमस्ते धन्यवाद